अभिवादन और टेल मॉड्यूल 2 यूनिट 5 में आपका स्वागत है पिछली इकाई में हमने विश्लेषण चरण की कुछ उप प्रक्रियाएँ को समझा हम एडीडीआईई के ढांचे में पाठ्यक्रम डिजाइन को देख रहे थे और एडीडीआईई के ढांचे में पहला चरण विश्लेषण है जिसकी उप प्रक्रियाओं कोआपकी आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट बनाया जा सकता है हमारी आवश्यकता एक ऐसे पाठ्यक्रम को डिजाइन करने की है जो चार साल के इंजीनियरिंग कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एक सेमेस्टर में पेश किया जाता है विश्लेषण चरण की उप प्रक्रियाओं में हमने निम्नलिखित तीन गतिविधियों को देखा पाठ्यक्रम संदर्भ और अवलोकन इसकी भूमिका क्या है और इसे कैसे लिखा जाना चाहिए कोर्स आउटकम को लिखना जिन्हें हमने मॉड्यूल 1 में व्यापक रूप से संबोधित किया है और एक कांसेप्ट मैप भी बनाना इस इकाई मे विश्लेषण चरण की अन्य उप प्रक्रियाओं की प्रकृति और भूमिका के बारे मे बताया है जो इकाई 4 की निरंतरता में है ये उप प्रक्रियाएं हैं प्रत्येक सीओ के लिए नमूना मूल्यांकन आइटम बनाना हम वर्तमान में उस पर विस्तृत करें टैक्सोनॉमी टेबल में पाठ्यक्रम के परिणामों का पता लगाना पाठ्यक्रम पीओपीएसओ स्ट्रेंथ मैट्रिक्स तैयार करना ये मैट्रिक्स वास्तव में पाठ्यक्रम की एक पंक्ति होगी और प्रत्येक CO मे दक्षताओं के बारे में विस्तार से बताएगी पाठ्यक्रम के डिजाइन और संचालन में अच्छा पाठ्यक्रम परिणाम लिखना पहला प्रमुख तत्व है लेकिन यह एक निश्चित क्रम मे नहीं किया जा सकता है आपको इसे बार बार करने की ज़रूरत है सहयोग के माध्यम से सीओ लिखना बेहतर होता है हमे सीओ प्राप्ति की गणना पर भी ध्यान देना होगा सीओ की प्राप्ति को मूल्यांकन के माध्यम से मापा जाता है जिसे सीओ के साथ संरेखण में होना चाहिए हमने ये समझा है कि परिणाम के साथ संरेखण का क्या अर्थ है टैक्सोनॉमी टेबल के ढांचे या संदर्भ में असेसमेंट और सीओ टैक्सोनॉमी टेबल के एक ही सेल में होने चाहिए संरेखण का अर्थ यह भी है कि मूल्यांकन आइटम उसी संज्ञानात्मक स्तर पर हैं जैसा कि CO की एक्शन verb में बताया है सीओ के साथ नमूना मूल्यांकन आइटम लिखने से सीओ स्टेटमेंट में सुधार हो सकता है जब आप पहली बार सीओ लिखते हैं तो वे ठीक लग सकते हैं हमें यह पता लगाने के लिए कुछ आकलन करने की आवश्यकता है कि सीओ प्राप्त हुआ है या नहीं इसका मतलब है कि छात्र उस विशेष सीओ को सीखने के अंत में कुछ गतिविधि करने में सक्षम होना चाहिए उसे किस तरह की समस्याओं का समाधान करना चाहिए वे नमूना मूल्यांकन आइटम या नमूना समस्याएं हैं जिन्हें मुझे बनाने की आवश्यकता है एक बार जब मैं उन नमूना समस्याओं को बना लेता हूं तो मैं सीओ को वापस देख सकता हूं और एक दूसरे के साथ उनके संरेखण की जांच कर सकता हूं इस प्रक्रिया में मैं पुनरावृति कर सकता हूं उदाहरण के लिए यदि मेरी समस्याएँ किसी भी तरह से सीओ का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं तो मुझे सीओ को फिर से लिखना पड़ सकता है या मुझे सीओ को पकड़ने के लिए कुछ अतिरिक्त नमूना समस्याओं को डिजाइन करना पड़ सकता है जो मेरे दिमाग में हैं

आइए एक उदाहरण देखें डेटा संरचनाओं पर पाठ्यक्रम में एक सीओ को स्टैक क्यू और लिंक्ड सूचियों सहित रैखिक डेटा संरचनाओं का उपयोग करके प्रोग्राम लिखें के रूप में लिखा जाता है जो एक स्वीकार्य सीओ है प्रोग्राम लिखें का अर्थ यह होगा कि यह गतिविधि लागू करने से संबंधित है जो आइटम सीओ के साथ पूरी तरह से संरेखण में हैं वास्तव में छात्र को कुछ गतिविधि करने या कार्यक्रम लिखने या इन तीन डेटा संरचनाओं से संबंधित कुछ करने के लिए कहना चाहिए यहां दिए गए नमूना परीक्षण आइटम हैं दी गई लिंक्ड सूची से 100 का सम्मिलन और 87 को हटाना जो वहां सूचीबद्ध है लिंक सूची में डेटा वे आइटम डालें और लिंक सूची को उलट दें दी गई सूची में चौथे स्थान पर दिए गए एक आयामी सरणी में 100 डालने के लिए एक प्रोग्राम लिखें दिए गए सरणी से सभी डुप्लिकेट को खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें हमारे द्वारा चुनी गई सभी नमूना समस्याएँ लिंक्ड लिस्ट या arrays हैं नमूना समस्याओं में अन्य डेटा संरचनाओं के स्टैक्स और क्यू को संबोधित नहीं किया है जब मैं छात्रों को नमूना समस्याएं देता हूं तो उन्हें लगेगा कि संपूर्ण सीओ केवल लिंक्ड सूचियों और सरणियों तक सीमित है इसलिए मुझे या तो सीओ को बदलने की जरूरत है या तो मैं सीओ से स्टैक और क्यू हटा दूं या मेरी नमूना समस्याओं में ढेर और कतार से संबंधित समस्याएं शामिल होनी चाहिए यहां इस मामले में हम पाते हैं कि सीओ स्टेटमेंट को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन अब मैं समस्याओं का एक अन्य सेट लिखता हूं जो सीओ स्टेटमेंट में उल्लिखित सभी चार डेटा संरचनाओं पर आधारित हैं अब आपको स्टैक का उपयोग करके दिए गए एक्सप्रेशन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रोग्राम लिखने जैसी समस्याएं हैं आवश्यकतानुसार आकार n और सहायक चर की एक सरणी का उपयोग करके आकार n की एक गोलाकार कतार लागू करें हमने दो समस्याओं को स्टैक और क्यू से संबंधित समस्याओं से बदल दिया कृपया याद रखें कि ये केवल नमूना समस्याएं हैं उनकी आवश्यकता क्यों है आपको नमूना समस्याओं के साथ नमूना उत्तर भी शामिल करना चाहिए नमूना उत्तर को देखकर छात्र यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि किस प्रकार के कार्य की आवश्यकता है किस प्रकार की पूर्वापेक्षा ज्ञान की आवश्यकता है यह शिक्षक को निर्देश की योजना बनाने में भी मदद करेगा नमूना परीक्षण वस्तुओं का एक अच्छा सेट लिखना वास्तविक निर्देश के लिए एक पूर्वापेक्षा है जो की विश्लेषण चरण में उप प्रक्रियाओं में से एक हैं टैक्सोनॉमी टेबल में सीओ का पता लगाना ये एनालॉग सर्किट और सिस्टम पर एक कोर्स के सीओ हैं यह ३०१ पाठ्यक्रम के लिए लिखा गया है यह ४०१ भी हो सकता है जो इस पर निर्भर करता है कि शिक्षक इसे कैसे चाहता है पाठ्यक्रम के परिणामों में से एक है CO3 निष्क्रिय और सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सरल सिग्नल प्रोसेसिंग अनुप्रयोगों के व्यवहार को समझना जब आप इसे देखते हैं तो आप इसे संज्ञानात्मक स्तर अंडरस्टैंड यू के साथ टैग कर सकते हैं और यह वैचारिक और प्रक्रियात्मक ज्ञान दोनों का उपयोग करता है इसे U C P के रूप में टैग किया गया है यदि आप CO4 को देखते हैं समझें कि कैसे नकारात्मक और सकारात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग सिग्नल प्रोसेसिंग और रूपांतरण कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को सटीक रूप से उपकरणों का उपयोग करने के लिए किया जा सकता है जिनमें तापमान वोल्टेज और समय के प्रति संवेदनशील होते हैं अब हम इसे अंडरस्टैंड के साथ टैग करते हैं कुछअवधारणाएं हैं और हम एफडीपी डालते हैं जो कि मौलिक डिजाइन सिद्धांत हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए नकारात्मक और सकारात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग एक मौलिक डिजाइन सिद्धांत है जिसे छात्रों को समझने की जरूरत है इसलिए एफडीपी को टैग किया

इसी तरह एक ही पाठ्यक्रम के अन्य सीओ jकुल ९ सभी को संगत रूप से टैग किया गया है CO6 फिल्टर पर प्रमुख विषय से संबंधित है दिए गए विनिर्देशों के अनुसार बेस बैंड क्षेत्र में निष्क्रिय और सक्रिय बाइक्वाड एनालॉग फिल्टर डिजाइन करें हमने पहले समझाया है कि यद्यपि हम डिजाइन शब्द का उपयोग करते हैं यह लागू होता है इसका मतलब है निष्क्रिय फिल्टर या सक्रिय फिल्टर का वास्तविक डिजाइन एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया का पालन करता है जो पहले से ही संप्रेषित था ज्ञान श्रेणियों में वैचारिक सी प्रक्रियात्मक पी और सी एंड एस मानदंड और विनिर्देश शामिल हैं अब हम सभी सीओ के लिए संज्ञानात्मक स्तरों और ज्ञान श्रेणियों के साथ टैग कर रहे हैं सीओ एक टैक्सोनॉमी टेबल के अंदर स्थित हो सकते हैं हम इसे पहले मॉड्यूल 1 में भी बता चुके हैं सभी संज्ञानात्मक स्तरों को पंक्तियों के रूप में दिखाया जाता है जो याद रखें समझें लागू करें इत्यादि होती हैं इस पर हम सभी ज्ञान श्रेणियां दिखा रहे हैं और जैसा कि आप टैगिंग के आधार पर देख सकते हैं कि हमने कुछ सीओ को एक से अधिक कॉलम में स्थित किया है उदाहरण के लिए CO2 लें इसमें वैचारिक और साथ ही प्रक्रियात्मक ज्ञान तत्व हैं यह दो अलग अलग सेल में दिखाई देगा उदाहरण के लिए यदि आप CO1 को देखें तो यह तीन कक्षों में दिखाई देगा तथ्यात्मक ज्ञान मानदंड और विशिष्टताएँ और व्यावहारिक बाधाएँ यदि आप CO5 CO6 CO7 को देखें तो वे क्रमशः अवधारणात्मक प्रक्रियात्मक और मानदंड और विनिर्देश में दिखाई देंगे टैक्सोनॉमी टेबल को देखकर कोई यह महसूस कर सकता है कि यदि कोई विशेष सेल है जिसे आप संबोधित करना चाहते हैं और आपको इसमें नहीं मिलता है तो यह पाठ्यक्रम डिजाइनर के लिए एक प्रतिक्रिया है आपके पाठ्यक्रम के परिणामों की समीक्षा करने या समीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है यह पुनरावृत्ति की एक प्रक्रिया है हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में से एक है टैक्सोनॉमी टेबल में सीओ का पता लगाना जब हम आकलन डिजाइन कर रहे हों या जब हम निर्देश तैयार कर रहे हों और इसे संबंधित सेल में स्थित करने की भी आवश्यकता हो टैक्सोनॉमी टेबल वास्तव में एक आर्टिफैक्ट प्रस्तुत करता है जो आपको विभिन्न गतिविधियों के बीच संरेखण को देखने की अनुमति देता है या हम सभी प्रासंगिक ज्ञान श्रेणियों को संबोधित कर रहे हैं या नहीं उदाहरण के लिए यहां हम मेटाकॉग्निटिव भाग को संबोधित नहीं कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि मेटाकॉग्निटिव ज्ञान श्रेणियां महत्वहीन हैं संभवतः हमारे पास उस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरण उपलब्ध हो भी सकते हैं और नहीं भी लेकिन आप जो भी निर्णय लेते हैं आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और आप मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के कॉलम को संबोधित करने का प्रस्ताव क्यों नहीं देते हैं एक प्रोग्राम प्रोग्राम आउटकम पीओऔर कार्यक्रम विशिष्ट परिणामों पीएसओ पर आधारित है इन पीओ और पीएसओ को मुख्य रूप से मुख्य पाठ्यक्रमों के माध्यम से संबोधित किया जाता है या प्राप्त किया जाता है कोर कोर्स के अलावा प्रोजेक्ट्स और कुछ को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हो सकती हैं लेकिन पीओ और पीएसओ को औपचारिक मुख्य पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रमुखता से प्राप्त करने की आवश्यकता है हमें गणना करने की आवश्यकता है कि पीओ और पीएसओ किस हद तक प्राप्त हुए हैं दो मुद्दे हैं हम अपने सीओ को पीओ और पीएसओ के साथ टैग मिलानकरते हैं लेकिन केवल एक पीओ द्वारा टैग करना और कक्षा में संक्षेप में उल्लेख करना क्या मैं इसे पर्याप्त रूप से संबोधित मानता हूं हम उस ताकत की अवधारणा लाते हैं जिस पर पीओ को सीओ से मैप किया जाता है इसे हमने मॉड्यूल 1 में बड़े पैमाने पर माना है पीओ या पीएसओ की प्राप्ति संबंधित सीओ के प्राप्ति स्तर और उस ताकत पर निर्भर करती है जिस पर यह मैप किया गया है

प्रत्येक पाठ्यक्रम के परिणाम विभिन्न स्तरों पर पीओ और पीएसओ के एक सबसेट को संबोधित करते हैं कोई भी कोर्स केवल पीओ और पीएसओ के एक सबसेट को संबोधित करेगा और ताकत 1 2 या 3 के रूप में रखी गई है या आप थोड़ा मध्यम और महत्वपूर्ण रूप से कह सकते हैं आप जो भी शब्द प्रयोग करना चाहते हैं तीन स्तरों की पहचान करें कोई अधिक स्तरों का उपयोग कर सकता है लेकिन तब कई स्तरों पर नज़र रखना अधिक कठिन हो जाता है हमें सीओ के माध्यम से पाठ्यक्रम विवरण से पीओ को संबोधित करने की ताकत और पीओ पीएसओ संज्ञानात्मक स्तर ज्ञान श्रेणियों और सत्रों की संख्या के साथ टैगिंग करने की ताकत तय करने का एक सरल लेकिन न्यायसंगत तरीका खोजने की जरूरत है मैपिंग की ताकत 3 पर परिभाषित की गई है स्तर निम्न 1 है मध्यम २ मजबूत 3 है या मैं इसे थोड़ा मध्यम और महत्वपूर्ण रूप से कह सकता हूं हमने सीओ पीओपीएसओ मैपिंग की ताकत निर्धारित करने के लिए मॉड्यूल १ की एक विधि दी यदि कोई संस्थान इस प्रक्रिया से खुश नहीं है तो वे प्रक्रिया को फिर से परिभाषित कर सकते हैं यदि ४० से अधिक कक्षा सत्र या प्रयोगशाला के घंटे पीओ को संबोधित करते हैं तो यह माना जाता है कि पीओ को स्तर ३ पर संबोधित किया जाता है उदाहरण के लिए मैं इससे भिन्न हो सकता हूं किजब तक यह ६० से अधिक न हो मैं इसे स्तर ३ के रूप में नहीं मानता किसी संस्थान के संकाय सदस्यों को एक साथ बैठकर इन प्रतिशतों का निर्धारण करना चाहिए यदि आप इस पद्धति का बिल्कुल भी पालन नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी अन्य विधि का अनुसरण कर सकते हैं इसमें आपका स्वागत है लेकिन यह उचित होना चाहिए और सभी पाठ्यक्रमों के संबंध में इसका उपयोग किया जा सके यहां हम जो मैपिंग बता रहे हैं वह कक्षा सत्रों की संख्या के संदर्भ में है जिन्हे हम ले रहे हैं यदि किसी विशेष पीओ को संबोधित करने के लिए 5 प्रतिशत से कम कक्षा सत्रों का उपयोग किया जाता है तो हम 0 का उपयोग करते हैं तो आपके पास 0 1 2 3 स्तर परिभाषित हैं मैपिंग स्ट्रेंथ को इस तरह कैप्चर किया जाता है 12 पीओ हैं और 4 पीएसओ हो सकते हैं यह 2 से 4 पीएसओ हैं हम एक काल्पनिक पाठ्यक्रम ले रहे हैं प्रत्येक सीओ के लिए कक्षा सत्रों और टैगिंग के आधार पर हमने इन नंबरों को लिया है इसका मतलब है कि PO1 को 1 PO2 से 1 PO3 से 3 PO5 से 2 PO10 से 1 और PSO1 से 3 की ताकत से संबोधित किया जाता है कोई इससे असहमत हो सकता है लेकिन फिर आपको अपने पाठ्यक्रम के परिणामों को फिर से लिखना होगा इन नंबरों को संशोधित करें यह बहुत स्पष्ट है कि यह पाठ्यक्रम PO4 PO6 PO7 PO8 PO9 PO11 और PO12 को भी संबोधित नहीं कर रहा है और एक PSO2 3 4 को भी संबोधित नहीं किया गया है आम तौर पर इस तरह से एक कोर्स दिखेगा इसका मतलब है कि आपके पास कहीं भी 2 से 5 पीओ हो सकते हैं जो अलग अलग शक्तियों को संबोधित करते हैं और संभवत यदि आपके पीएसओ सही लिखे गए हैं तो एक कोर्स केवल एक पीएसओ को संबोधित करेगा आप कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह कुछ अतिरिक्त पीएसओ को संबोधित कर सकता है यह उन चरणों में से एक है जो किसी को करने की आवश्यकता है क्योंकि यह जानकारी पाठ्यक्रम डिजाइन के बाद के चरणों अर्थात विकास कार्यान्वयन और मूल्यांकनमें आगे ले जाया जाता है आइए एक और मुद्दे पर नजर डालते हैं जो विश्लेषण चरण में एक और प्रक्रिया है उदाहरण पाठ्यक्रम के CO5 पर विचार करें डिज़ाइन सर्किट जो एनालॉग लीनियर सिग्नल प्रोसेसिंग फ़ंक्शंस करते हैं जिनमें एम्प्लीफिकेशन समिंग डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन और नॉन लीनियर सिग्नल प्रोसेसिंग फ़ंक्शंस शामिल हैं जिसमें लॉग और एंटीलॉग एम्प्लीफिकेशन करंट सेंसिंग रेक्टिफिकेशन और डीसी वोल्टेज रेगुलेशन शामिल हैं यह कुछ हद तक विस्तृत रूप से लिखा गया CO है क्योंकि कोई कुछ वस्तुओं को जोड़ या हटा सकता है उदाहरण के लिए एक शिक्षक यह तय कर सकता है कि मैं समय की कमी के कारण लॉग और एंटीलॉग एम्पलीफिकेशन को नहीं देखना चाहता या मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम के इस स्तर पर मुझे इसे संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है यह पाया गया कि हमें लगभग 11 कक्षा सत्रों की आवश्यकता होगी मुझे सामग्री का विभाजन करना है और छात्रों को ज्ञान के साथ जुड़ने में सुविधा के लिए कुछ अनुक्रमण या छात्र आधारित गतिविधियों को शुरू करना है एक इकाई के रूप में 11 सत्रों की योजना बनाना कठिन हो सकता है जैसा कि आप CO5 के कथन से देख सकते हैं मैं इसे अगले निचले स्तर के कई परिणामों में तोड़ सकता हूं मुझे इसे एक नाम देना है इसलिए हम इसे आधिकारिक तौर पर दक्षता कहते हैं कड़ाई से बोलने के परिणाम और योग्यता का मतलब एक ही है लेकिन हमारी सुविधा के लिए हम CO5 C1 योग्यता 1 CO5 योग्यता 2 कहते हैं हम CO5 को चार अलग अलग दक्षताओं में विस्तृत करते हैं CO5 की पहली इकाई बन जाती है डिज़ाइन एम्पलीफायर VCVS CCVS VCCS और CCCS आदर्श ओपी एम्प्स के साथ शुरू करना और अत्याधुनिक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध घटकों का उपयोग करना इस गतिविधि को करने या इस गतिविधि को निर्देश देने के लिए चार कक्षाओं के सत्रों की आवश्यकता होती है इसमें छात्र जुड़ाव भी शामिल होगा जो निर्देश के एक भाग के रूप में आएगा इस तरह की छोटी इकाइयों के साथ गतिविधियों की योजना बनाना कहीं अधिक सुविधाजनक है पहली योग्यता के लिए 4 कक्षा सत्र दूसरे एक 4 कक्षा सत्र तीसरे केवल एक और चौथे के लिए 2 की आवश्यकता होती है यह पाठ्यक्रम डिजाइनरों के लिए एक प्रकार की प्रतिक्रिया के रूप में भी कार्य करता है इन दक्षताओं में एक सीओ को तोड़ने के बाद मैं वापस जाना चाहता हूं और पाठ्यक्रम परिणाम विवरण पर पुनर्विचार करना चाहता हूं प्रत्येक चरण में कई पुनरावृत्तियाँ होती हैं अंत में हम इसके लिए पाठ्यक्रम परिणामों के उचित सेट के साथ आते हैं तो विश्लेषण चरण का प्रमुख आउटपुट क्या है जहां तक औपचारिक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों का संबंध है प्राथमिक आउटपुट सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट पाठ्यक्रम परिणाम विवरणों का सेट है और इन पाठ्यक्रम परिणाम विवरणों को दक्षताओं में विस्तारित करना है विश्लेषण चरण के औपचारिक आउटपुट की समीक्षा साथियों द्वारा की जाती है जब कोई बाहर से इसे देखता है तो वह कुछ छूटी हुई चीजों की ओर इशारा कर सकता है या वे राय व्यक्त कर सकते हैं जो बहुत मूल्यवान इनपुट होंगे किसी भी परिवर्तन के लिए सहकर्मी इनपुट पर विचार किया जाता है जिसे आप सीओ बनाना चाहते हैं यह विश्लेषण चरण के आउटपुट का प्रारंभिक मूल्यांकन है अभ्यास अपने पाठ्यक्रम को डिजाइन करने के संबंध में एडीडीआईई के विश्लेषण चरण में शामिल करने के लिए आवश्यक किसी भी विभिन्न उप प्रक्रियाओं का वर्णन करें क्योंकि हमने आपको विश्लेषण चरण में 7 उप प्रक्रियाएं दी हैं आपके विचार में किन उपप्रक्रियाओं को संशोधित करने की आवश्यकता है और क्यों पाठ्यक्रम की आपकी धारणा के आधार पर सेट को छोटा या बड़ा बनाया जा सकता है आप में से प्रत्येक के पास अपने स्वयं के पाठ्यक्रमों के साथ अपने अनुभव हैं जैसा कि यहां प्रस्तुत किया गया है आप अपनी अतिरिक्त प्रक्रियाओं या उप प्रक्रियाओं के सरलीकरण का सुझाव दे सकते हैं साथ ही हमारा सुझाव है कि आप अपने द्वारा पढ़ाए गए या परिचित पाठ्यक्रम के संबंध में विश्लेषण चरण की सभी उप प्रक्रियाएं करें यदि आप अपना आउटपुट हमारे साथ साझा कर सकते हैं तो यह एक बहुत अच्छा स्रोत बन जाएगा जिसके आधार पर हम आपके साथ और अधिक बातचीत कर सकते हैं अगली इकाई में हम डिजाइन चरण की उप प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं ध्यान देने के लिये धन्यवाद